नमस्कार सभी को अब हम लागत लाभ एनालिसिस के शेष भाग को देखते हैं ठीक है इसलिए हमने C B एनालिसिस के स्टेप्स देखी है इसलिए बाकी के 2 स्टेप्स हम पहले देखेंगे फिर हम रिस्क इवैल्यूएशन देखेंगे तो C B एनालिसिस के अंतिम 2 स्टेप्स ने एनालिसिस के परिणामों की व्याख्या की है और फिर उचित कार्रवाई की है इसलिए हमने पहले ही चयन कर लिया है हमने लागत लाभ मूल्यांकन तकनीकों पर चर्चा की है फिर सिनेरियो के आधार पर हमें चयन करना चाहिए या आर्गेनाइजेशन को उचित और लागत लाभ मूल्यांकन तकनीक का चयन करना चाहिए तो उस लागत लाभ इवैल्यूएशन या उस लागत लाभ एनालिसिस के बाद फिर प्रोजेक्ट के परिणाम की व्याख्या ठीक होनी चाहिए इसलिए प्रोजेक्ट के लागत लाभ इवैल्यूएशन के बाद परिणामों की व्याख्या की जानी चाहिए इसलिए परिणामों की व्याख्या करने के लिए स्टैंडर्ड या किसी अन्य वैकल्पिक निवेश के परिणाम के खिलाफ वास्तविक परिणामों की तुलना करना आवश्यक है व्याख्या और निर्णय चरण प्रकृति में अत्यधिक व्यक्तिपरक होते हैं उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर के निर्णय और इंटुइशन कैपेबिलिटीज की आवश्यकता होती है अनिश्चितता के स्तर के आधार पर प्रोजेक्ट मैनेजर का सामना दो संभावनाओं के साथ हो सकता है या तो एक ही ज्ञात मूल्य या विभिन्न मटेरियल जैसे NPV या उस शुद्ध लाभ वगैरह के लिए मूल्यों की एक श्रृंखला के साथ या तो आप चुन सकते हैं आप एक एकल ज्ञात मूल्य या मूल्यों की एक सीमा के साथ सामना कर सकते हैं या तो मामलों में चाहे वह एकल मूल्य का मामला हो या NPV या शुद्ध लाभ या आप ROI जैसे उपायों के लिए मूल्यों की एक श्रेणी है जो भी सरल तकनीक हो जैसे कि शुद्ध लाभ विश्लेषण वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है वे लागू करने और अन्य जटिल तकनीकों के लिए आसान हैं लेकिन अगर इसे संशोधित किया जाये क्योंकि हम जानते हैं कि शुद्ध लाभ एनालिसिस का दोष यह है कि वह निवेश के समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखता है तो अगर यह पैसे के समय मूल्य को शामिल करने के लिए संशोधित किया जा सकता है तब शुद्ध लाभ विधि शुद्ध वर्तमान मूल्य के साथ शायद तुलनीय होगा लेकिन आप जानते हैं कि NPV जैसी जटिल तकनीकों को लागू करना मुश्किल है अब उन सभी परिणामों का एनालिसिस करने के बाद परिणामों की व्याख्या करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को उचित कार्रवाई करनी चाहिए इसलिए परिणामों की व्याख्या करने के बाद उचित निर्णय या कार्रवाई उन्हें लेनी होगी और यह निर्णय लेना प्रकृति में अत्यधिक व्यक्तिपरक है यह अनुमानित लागत और लाभ में प्रोजेक्ट मैनेजर या एन्ड यूजर के विश्वास पर निर्भर करता है और निवेश का परिमाण अंतिम निर्णय या कार्रवाई उपयोगकर्ता के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी और लाभकारी प्रणाली का चयन करने के लिए होगी इसलिए लागत लाभ विश्लेषण की अंतिम क्रिया उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त सबसे प्रभावी और लाभकारी प्रणाली का चयन करना है फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें विश्लेषण प्रक्रिया के दौरान सुझाए गए सुझावों पर प्रमुख निष्कर्ष शामिल हैं इस तरह परिणामों की व्याख्या करने के बाद अंतिम कार्रवाई की जानी है तो यह इस C B एनालिसिस के बारे में है लेकिन सी बी एनालिसिस की सीमाएं क्या हैं तो C B एनालिसिस की कई सीमाएं हैं एक मूल्यांकन समस्याएं है मैंने आपको पिछली कक्षा में पहले ही बता दिया है कि विभिन्न प्रकार की लागत और लाभ हैं तो विशेष श्रेणियों की लागत और लाभ या ऐसी इनतांगीबले लागत और लाभ के माप को पहचानना और निर्धारित करना बहुत मुश्किल है क्या इसे आसानी से निर्धारित किया जा सकता है यह लागत लाभ विश्लेषण के मामले में सबसे कठिन चुनौती सबसे कठिन समस्याओं में से एक है इनतांगीबले लागत और इनतांगीबले लाभ हैं उन्हें पहचानना मुश्किल है क्या मापना और मात्रा निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है एक अन्य समस्या डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम्स है C B एनालिसिस के परिणामों में डिस्टॉर्शन के दो तरीके हैं एक राजनीतिक कारणों से एक विकल्प का जानबूझकर पक्षपात हो सकता है और दूसरा जब डेटा अपूर्ण हैं या वे एनालिसिस से गायब हैं तो उचित कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है और अगली समस्या पूर्णता की समस्या है यहां C B एनालिसिस से संबंधित लागत उच्च पक्ष पर हो सकती है लागत का अनुमान लगाया गया है कि वे वास्तविक लागत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं उच्च पक्ष पर हो सकता है या उनकी अनुमानित लागत पर्याप्त नहीं हो सकती है या पर्याप्त लागत पर विचार नहीं किया जा सकता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को एक पूर्ण एनालिसिस आयोजित करने के लिए पर्याप्त लागत पर विचार नहीं करना पड़े मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब हम देखेंगे कि व्यापार मामले की सामग्री एक रिस्क है जैसा की हम जानते हैं कि हर प्रोजेक्ट में कुछ प्रकार के रिस्क होते हैं पहले हमने जिन दो प्रकार के रिस्क पर चर्चा की है एक प्रोजेक्ट रिस्क्स है दूसरा बिज़नेस रिस्क्स है आप जान सकते हैं कि बिज़नेस रिस्क्स एक सफल प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के खतरों से संबंधित हैं जबकि बिज़नेस रिस्क्स उन कारकों से संबंधित हैं जो डिलीवरड प्रोजेक्ट के लाभों के लिए खतरा होंगे इसलिए व्यापार के मामले में मुख्य जोखिम बिज़नेस रिस्क्स है इसलिए अभी हम चर्चा करेंगे कि बिज़नेस रिस्क्स का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए प्रोजेक्ट रिस्क्स पर बाद में चर्चा की जाएगी तो आइए देखें कि रिस्क इवैल्यूएशन के तरीके क्या हैं विशेष रूप से बिज़नेस रिस्क्स इसलिए हम रिस्क्स की पहचान और रैंक और रैंकिंग के बारे में देखेंगे फिर रिस्क्स और शुद्ध वर्तमान मूल्य रिस्क्स से निपटने के लिए लागत लाभ एनालिसिस पद्धति फिर रिस्क्स प्रोफाइल एनालिसिस और डिसीजन ट्री का उपयोग करेंगे आइए हम जल्दी से इस रिस्क्स से निपटने और रैंकिंग के बारे में बात कर ले इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में हमें पहले रिस्क्स की पहचान करनी चाहिए इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन को संभालने से पहले हमें पहले रिस्क्स की पहचान करनी चाहिए और हमें उनके प्रभावों को निर्धारित करना चाहिए कि यह व्यवसाय को कैसे प्रभावित करेगा अब एक दृष्टिकोण जो रिस्क् की पहचान करता है और उनके प्रभावों को निर्धारित करता है वह है प्रोजेक्ट रिस्क् मैट्रिक्स का निर्माण एक विशेष प्रकार का मैट्रिक्स निर्माण करेगा जिसे प्रोजेक्ट रिस्क् मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है जो संभावित रिस्क्स की एक चेकलिस्ट का उपयोग करेगा तो संभावित रिस्क्स क्या हैं जो उस मैट्रिक्स में दिखाई देंगे साथ ही साथ हमें उनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस और संभावना के अनुसार रिस्क्स को वर्गीकृत करना होगा इस रिस्क् के होने की संभावना क्या है और फिर उस रिस्क् का क्या महत्व है तो यही महत्व है तो हम हाई के लिए हाई H मेडियम के लिए M और लो के लिए L जैसे मान दे सकते हैं इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंस अधिक हो सकती है और इंपॉर्टेंस मेडियम हो सकता है या समान रूप से कम हो सकता है या संभावना हाई लो या मेडियम हाई या मेडियम लो हो सकती है इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह मैट्रिक्स मुख्य रूप से संभावित प्रकार के रिस्क्स से युक्त होगा तो हमें सापेक्ष महत्व और संभावना का उपयोग करके वर्गीकृत करना होगा तो बोलने का बिंदु यह है कि रिस्क्स के महत्व के साथ साथ रिस्क्स की संभावना उन्हें अलग से अस्सेस्सेड करने की आवश्यकता है जो उन्हें एक साथ विचार नहीं करना चाहिए उन्हें अलग से अस्सेस्सेड किया जाना चाहिए क्योंकि हमें कुछ रिस्क्स के बारे में चिंता हो सकती है जो गंभीर हैं लेकिन होने की संभावना नहीं है इसलिए कुछ प्रकार के रिस्क्स हैं वे बहुत गंभीर हैं लेकिन उनके होने की संभावना बहुत कम है इसलिए हम इसके बारे में बहुत अधिक गंभीर नहीं हो सकते हैं लेकिन कुछ कम गंभीर रिस्क्स हैं उनका प्रभाव बहुत कम है उनका महत्व बहुत कम है लेकिन यह निश्चित रूप से होने वाली संभावना है लगभग 90 प्रतिशत इसलिए हमें इस बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए उदाहरण के लिए कहते हैं कि प्रोजेक्ट A है जो बेहतर रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया लेकिन यह बहुत रिस्की हो सकता है इसलिए हमें इसका अलग तरह से इलाज करना चाहिए इसी तरह एक अन्य प्रोजेक्ट B हो सकता है यह बहुत कम रिटर्न देता है लेकिन यह वही है जो हम कह सकते हैं कि कम रिस्क् है तो आप उस पर बहस कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनके महत्व के रिस्क् को वर्गीकृत करने के लिए या हमें एक प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का निर्माण करना होगा हम रिस्क्स का आकलन करने के लिए प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैट्रिक्स को छोड़ सकते हैं यहां हम दो महत्वपूर्ण कारकों रिस्क् के महत्व के साथ साथ यह संभावना की रिस्क् क्या होगी हमने एक उदाहरण लिया है एक प्रोजेक्ट रिस्क् मैट्रिक्स का जबकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि संभावित रिस्क् क्या हो सकते हैं फिर उनका महत्व क्या है और उनकी संभावना क्या है तो यहां हमने एक ई कॉमर्स एप्लिकेशन के लिए यह उदाहरण लिया है पॉसिबल रिस्क् ऐसा हो सकता है जैसे ग्राहक प्रपोज लुक और साइट के प्रपोज लुक और अनुभव को अस्वीकार कर देता है क्योंकि GUI भाग बहुत अच्छा नहीं है इसलिए उसने खारिज कर दिया है कि ग्राहक स्वीकार नहीं कर रहा हैजाहिर है महत्व बहुत अधिक होगा लेकिन संभावना यह है कि यह डैश लाइन का मतलब है कि इसकी बहुत संभावना नहीं है इसी तरह प्रतिस्पर्धी कीमतों को कम कर सकते हैं यदि ऐसा होता है तो परिणाम बहुत अधिक है इसलिए महत्व अधिक है और संभावना मेडियम है तो वेयरहाउस बढ़ी हुई मांग से निपटने में असमर्थ है तो यह महत्वपूर्ण है की यह एक माध्यम है और संभावना भी कम है तो ऑनलाइन भुगतान में सिक्योरिटी समस्या हो सकती है तो महत्व और संभावना भी मध्यम है और रखरखाव लागत अनुमानित से अधिक हो सकती है इसका महत्व यह है कि व्यवसाय और संभावना पर प्रभाव कम है इसलिए यह प्रतिक्रिया की समय ने खरीदारों को खा लिया तो यह महत्वपूर्ण है और कुछ अध्ययनों से एनालाइज्ड किए जाने की संभावना है इसलिए रिस्क्स को वर्गीकृत करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस तरह से रिस्क्स का इवैल्यूएशन करने के लिए हमें रिस्क्स के महत्व और संभावना पर विचार करके एक प्रोजेक्ट रिस्क् मैट्रिक्स का निर्माण करना होगा तो आगे हम अगली विधि देखेंगे कि रिस्क् और शुद्ध वर्तमान मूल्य है यहां जहां एक प्रोजेक्ट अपेक्षाकृत रिस्की है वहां शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए हायर डिस्काउंट रेट का उपयोग करना एक आम बात है इसलिए पिछली कक्षा में मैंने आपको पहले ही बता दिया था हायर डिस्काउंट रेट की गणना करते समय हम अलग अलग छूट दर जैसे 5 प्रतिशत 8 प्रतिशत 10 प्रतिशत 12 प्रतिशत या 15 प्रतिशत चीजों पर विचार कर रहे हैं इसलिए जब हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट अपेक्षाकृत रिस्की है फिर हमें क्या करना चाहिए तो यह एक आम बात है कि हमें शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना या गणना के लिए हायर डिस्काउंट रेट का उपयोग करना चाहिए उदाहरण के लिए यह रिस्क प्रीमियम रीज़नबली सेफ प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त 2 प्रतिशत हो सकता है इसलिए यदि कोई रीज़नबली सेफ प्रोजेक्ट्स है तो हम इस छूट की दर के लिए अतिरिक्त 2 प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि यह प्रोजेक्ट काफी रिस्की है तो हमें इस छूट की दर के अतिरिक्त 5 प्रतिशत पर विचार करना होगा उदाहरण के लिए यदि हम 10 प्रतिशत की सामान्य छूट दर पर विचार कर रहे हैं इसलिए यदि कोई प्रोजेक्ट यथोचित रूप से सुरक्षित है तो हम छूट की दर को 12 प्रतिशत मान सकते हैं लेकिन यदि यह प्रोजेक्ट आपके लिए काफी रिस्की है तो आपको 15 प्रतिशत के रूप में छूट दर लेनी चाहिए इसलिए प्रोजेक्ट को उच्च श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है इसलिए जैसे हमने पिछले दृष्टिकोण के मामले में किया है हम मैट्रिक्स पर विचार कर रहे हैं इसलिए इसी तरह जब शुद्ध वर्तमान मूल्य पर विचार किया जाता है तो प्रोजेक्ट को स्कोरिंग पद्धति का उपयोग करके हाई मीडियम या लो रिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और प्रत्येक श्रेणी के लिए डेजिग्नेटिड रिस्क प्रीमियम है इसलिए हम कुछ का उपयोग करके उन्हें हाई रिस्क या मध्यम रिस्क या लौ रिस्क वाले प्रोजेक्ट के रूप में भी रैंक कर सकते हैं प्रत्येक श्रेणी द्वारा डेजिग्नेटिड रिस्क प्रीमियम स्कोरिंग विधि कुछ सूत्र का उपयोग करके या कुछ भार और रिस्क्स का उपयोग करके दी गई है यदि यह बहुत अधिक है तो हम 15 प्रतिशत के रिस्क वाले प्रोजेक्ट पर किस तरह विचार कर सकते है उदाहरण के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त शायद 15 प्रतिशत अगर क्या यह एक मध्यम रिस्क प्रोजेक्ट है रिस्क प्रीमियम या छूट दर और हम उपयोग कर सकते हैं क्या हम 13 प्रतिशत या तो ले सकते हैं इस छूट की दर से अगर यह बहुत कम है तो हम छूट दर के रूप में 11 प्रतिशत या 12 प्रतिशत ले सकते हैं और फिर हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं तो प्रीमियम भले ही आप एक मनमाना मानते हों यदि आपके पास भले ही आपने उन्हें मनमाने तरीके से लिया हो लेकिन फिर भी वे रिस्क लेने का एक सुसंगत तरीका प्रदान करते हैं अब हम एक लागत लाभ एनालिसिस देखेंगे कि प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए हमने पहले से ही लागत लाभ एनालिसिस का क्या इवैल्यूएशन किया है इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है तो इसी तरह रिस्क्स के प्रभाव का इवैल्यूएशन करते समय हम लागत लाभ एनालिसिस का भी उपयोग कर सकते हैं यह रिस्क्स के इवैल्यूएशन के लिए अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण है इसलिए प्रत्येक संभावित परिणाम पर विचार करते हैं कि इसकी संभावना क्या हो रही है इसलिए लागत लाभ एनालिसिस के अनुसार हम प्रत्येक संभावित परिणाम पर विचार करेंगे साथ ही हम अनुमान लगाएंगे कि इसकी संभावना घटित हो रही है और संबंधित मूल्य के परिणाम से हम कितना लाभ प्राप्त करेंगे इसलिए एक एकल नकदी प्रवाह के बजाय एक प्रोजेक्ट के लिए एक एकल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान लेने के बजाय यह होगा कि नकदी प्रवाह पूर्वानुमान स्थापित किया जाए इसलिए एक एकल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान लेने के बजाय हमारे पास नकदी प्रवाह पूर्वानुमान का एक सेट होगा जहां प्रत्येक संबद्ध साथ जुड़े होने की सम्भावना होती है तो प्रत्येक पूर्वानुमान ठीक है यह होने की संभावना के साथ जुड़ा हो सकता है तब परियोजनाओं का मूल्य लागत के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है या संभावना है की इसके द्वारा प्रत्येक संभावित परिणाम लाभ देगा तो यहां आप दो चीजें लेंगे कि प्रत्येक संभावित परिणाम के लिए लागत या लाभ क्या है फिर हर एक के लिए आप क्या संभावना देंगे इसलिए हमें इस संभावना के साथ इस लागत को गुणा करना होगा तो यह संभावना है की प्रोजेक्ट का मूल्य प्रत्येक संभावित परिणाम के लिए लागत या लाभ के योग से प्राप्त होगा हम एक उदाहरण लेते हैं और फिर मैं कहूंगा तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जो पेरोल एप्लिकेशन विकसित करने की योजना बना रही है और अब वर्तमान में यह C B एनालिसिस में लगी हुई है इसलिए बाजार के अध्ययन से पता चलता है कि अगर कंपनी इसे कुशलता से टारगेट कर सकती है और कोई प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं होता है तो यह बिक्री के उच्च स्तर को प्राप्त करेगा जो 800000 डॉलर की वार्षिक आय पर होगा यह अनुमान लगाता है कि 1 में 10 संभावनाएं हैं मेरा मतलब है कि 10 प्रतिशत संभावनाएं हैं हालांकि एक प्रतियोगी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है इससे पहले एक और प्रतिस्पर्धी एप्लिकेशन इस तरह लॉन्च हो सकती है और फिर ये बिक्री वर्ष के लिए बहुत कम राशि उत्पन्न करेगी केवल 100000 डॉलर की इसका अनुमान है कि ऐसा होने की संभावना 30 प्रतिशत है तो फिर इसलिए ये दो चरम मामले हैं सबसे अच्छा मामला 800000 की वार्षिक आय के बारे में है जबकि सबसे खराब स्थिति 100000 डॉलर प्रति वर्ष है और यहाँ सबसे अच्छा मामला 10 प्रतिशत है जबकि सबसे खराब स्थिति 30 प्रतिशत है सबसे संभावित परिणाम 800000 और 100000 इन दो चरम सीमाओं के बीच कहीं है तो सबसे संभावित परिणाम कहीं न कहीं इन दो चरम सीमाओं के बीच है तो यह लाभ होगा इसका मतलब है कि सर्वेक्षण के अनुसार यह किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट के उपलब्ध होने से पहले लॉन्च करके बाजार में बढ़त हासिल करेगा और 650000 की वार्षिक आय प्राप्त करेगा जो इन 800000 और 100000 के बीच है बाजार अध्ययन के अनुसार अपेक्षित बिक्री आय अगले टेबल में दिखाई गई है जैसा कि यह कहा जाता है कि यह उम्मीद है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वार्षिक आय 800000 होगी जहां संभावना 10 प्रतिशत है और अगर यहाँ एक और प्रतियोगी है तो यह सबसे खराब स्थिति होगी जहां वार्षिक आय 100000 होगी और संभावना 30 प्रतिशत होगी इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको लागत लाभ विश्लेषण में बताया है कि हम क्या करेंगे तब परियोजना का मूल्य प्राप्त किया जाता है प्रत्येक के लिए लागत या लाभ का योग कैसे किया जाए इसके द्वारा भारित होने की संभावना समान है इसलिए आपको यह देखना होगा कि ये वार्षिक आय हैं यही संभावना है कि हम उन्हें गुणा करेंगे तो ये वे मूल्य हैं जो आपको मिलेंगे और फिर अपेक्षित आय इसके आसपास होगी तो ये वे मूल्य हैं जो आपको मिलेंगे और फिर अपेक्षित आय इसके आसपास होगी तो आप देख सकते हैं कि इस समस्या के लिए अनुमानित आय 500000 है यह भी अनुमान है कि विकास लागत 750000 होगा बिक्री का स्तर कम से कम 4 साल तक स्थिर रहने की उम्मीद है रखरखाव वगैरह जैसी वार्षिक लागत 200000 पर अनुमानित है तो अब सवाल यह है कि क्या आप प्रोजेक्ट या कंपनी को प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ने की सलाह देंगे अब हम विश्लेषण करते हैं तो सलाह क्या होगी हमने देखा है कि अपेक्षित बिक्री 500000 है और पहले ही अपेक्षित औसत आय 500000 है और हम यह भी जानते हैं कि बिक्री का स्तर 4 साल तक स्थिर रहने की उम्मीद है और रखरखाव जैसे वार्षिक खर्च 200000 हैं तो अब हमें क्या पता चलेगा 4 वर्षों में 500000 की अनुमानित बिक्री से अपेक्षित आय क्या होगी क्या अपेक्षित लाभ होगा कुल अपेक्षित आय क्या होगी कुल आय क्या है तो 500000 का 4 में 2000000 का ऋण है वार्षिक रखरखाव लागत क्या है 200000 प्रति वर्ष इसे कितने सालों तक चलाया जाएगा तो 4 साल तो 200000 में 4 यानि कि 800000 तो 2000000 माइनस 800000 है कितना आ रहा है तो एक्सपेक्टेड सेल 1200000 हो रही है अब आप निवेश देख सकते हैं कि विकास लागत 750000 डॉलर है इसलिए अब हम देख सकते हैं कि हमें जो लाभ मिलेगा या बिक्री का अपेक्षित लाभ होगा वह 1200000 डॉलर है जबकि निवेश 750000 डॉलर है इसलिए निश्चित रूप से यह एक अच्छा रिटर्न है तो कंपनी इस परियोजना के लिए जा सकती है लेकिन कृपया दूसरा पक्ष देखें आप हमें सबसे खराब स्थिति पर विचार करने दें यदि बिक्री कम है और एक और प्रतियोगी है तो क्या होगा कि यह पैसा खो देगा और आप जानते हैं कि मौका पहले से ही 30 प्रतिशत है यह एक महत्वपूर्ण राशि है और यदि ऐसा होता है तो आपको कितना मिलेगा कंपनी को केवल 30000 मिलेंगे क्योंकि वार्षिक बिक्री आय 100000 होगी और चूंकि संभावना 30 प्रतिशत है तो अपेक्षित मूल्य केवल 30000 होगा जो बहुत कम मूल्य है तो हर संभावना है कि कंपनी निश्चित रूप से पैसा खो देगी क्योंकि संभावना 30 प्रतिशत है इसलिए इस रिस्की प्रोजेक्ट को हाथ में लेना उचित नहीं है इसलिए इस तरह से रिस्क के इवैल्यूएशन के लिए लागत लाभ एनालिसिस किया जा सकता है इसलिए अगली सीमाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी को कैसे असाइन किया जाए तो वहाँ 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत थे इसलिए घटना की संभावना को स्पेसिफ़िएड करना एक चुनौती है यह सबसे खराब स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं लेता है यह केवल औसत केस सेनारिओ पर विचार करता है यह सबसे खराब स्थिति को ध्यान में नहीं रखता है तो यह पता लगा सकता है कि यह औसत केस सेनारिओ ले सकता है लेकिन यह सबसे खराब स्थिति को नहीं संभालता है तो अब यह रिस्क प्रोफाइल अगली विधि का एनालिसिस करती है तो यह एक दृष्टिकोण है जो C B एनालिसिस की कुछ समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है जो मैंने अभी अभी एक रिस्क प्रोफाइल का निर्माण करके बताया है इसलिए यहां यह रिस्की इवैल्यूएशन करने के लिए सेंसिटिव एनालिसिस का उपयोग करके एक रिस्क प्रोफाइल का निर्माण करने पर विचार करता है तो इस सेंसिटिव एनालिसिस के परिणामों का अध्ययन करके C B एनालिसिस की कुछ समस्याओं को दूर किया जाएगा फिर हम उन कारकों की पहचान कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं फिर यह तय करने की जरूरत है कि क्या हम उन पर बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं या उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं इसलिए इस अध्ययन के साथ अगर हमें पता चलेगा कि प्रोजेक्ट की सफलता के लिए कौन से कारक सबसे महत्वपूर्ण हैं तो हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या हम इन कारकों पर बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं या हम उनके प्रभावों को कम करेंगे यदि अगर दोनों चीजें संभव नहीं हैं तो हमें रिस्क्स के साथ रहना होगा या हमें प्रोजेक्ट को छोड़ना होगा इस तरह से रिस्क एनालिसिस पद्धति काम करती है अगला इसे जल्दी से देखते है यह रिस्क इवैल्यूएशन करने के लिए डिसिशन ट्री का उपयोग कर रहा है इसलिए मुझे उम्मीद है कि डिसिशन ट्री आपने BTECH कैरियर में अध्ययन किए होंगे इसलिए इस डिसिशन ट्री का उपयोग रिस्क इवैल्यूएशन के लिए भी किया जा सकता है पिछले अप्प्रोचेस ने माना कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स स्टैंडर्स द्वारा निष्क्रिय हैं वे निष्क्रिय बायपासर्स हैं जो प्रकृति को इसे लेने की अनुमति देते हैं इसका मतलब है केवल प्रोजेक्ट मैनेजर्स केवल रिस्की प्रोजेक्ट को अस्वीकार कर सकता है या रिस्क प्रोफाइल वाले लोगों को चुन सकता है इसलिए केवल वे जो कम रिस्की हैं वे ले सकते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए रिस्की हैं बस उन प्रोजेक्ट को अस्वीकार करता है इसलिए लेकिन कुछ मामलों में यह इवैल्यूएशन करना आवश्यक हो सकता है कि जोखिम महत्वपूर्ण है या नहीं और आप कार्रवाई का एक उपयुक्त पाठ्यक्रम तय करते हैं हमेशा हम केवल उन प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकते जो रिस्की हैं हमें उन्हें संभालना होगा इसलिए उन्हें कैसे संभालना है उनसे कैसे निपटना है कभी कभी हमें रिस्क्स के महत्व के आधार पर कुछ उचित कार्रवाई करनी होती है इसलिए ऐसे निर्णय भविष्य के विकल्प को सीमित या प्रभावित करेंगे इसलिए ये निर्णय भविष्य के विकल्पों को प्रभावित करेंगे और यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि निर्णय भविष्य की लाभदायक प्रोजेक्ट को कैसे प्रभावित करेंगे यदि वर्तमान में किसी प्रोजेक्ट में रिस्क है तो यह भविष्य में कैसे प्रभावित होगा इसलिए इन डिशन्स से निपटने के लिए डिसिशन ट्री काम में आते हैं हमें जल्दी से यह देखने दें कि डिसिशन ट्री का निर्माण कैसे किया जा सकता है इसलिए फिर से मैंने एक सरल उदाहरण लिया है एक कंपनी इस पर विचार कर रही है कि एक सेल्स आर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम sales order processing system को कब बदलना है इसलिए एक कंपनी वर्तमान में यह मानती है कि यह मैन्युअल रूप से चल रही है अब यह इसे बदलना चाहती है यह एक ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से हो सकता है इसलिए यह निर्णय उस दर पर निर्भर करता है जिस पर वह व्यापार निर्भर करता है यदि यह बाजार हिस्सेदारी बढ़ाता है तो मौजूदा प्रणाली को दो साल के भीतर बदलने की आवश्यकता हो सकती है लेकिन नहीं अगर कंपनी समय में मौजूदा प्रणाली को रेप्लस नहीं करेगी यदि यह बढ़ती हुई बिक्री का सामना नहीं कर सकता है तो यह एक महंगा विकल्प हो सकता है क्योंकि इससे रेवेनुए का नुकसान हो सकता है सिस्टम को तुरंत बदलना बहुत महंगा होगा तो अब यह एक जगह के बारे में है लेकिन हमें एक्सटेंडिंग केस के बारे में बताते हैं कि सिस्टम में 75000 डॉलर का NPV होगा यदि बाजार का विस्तार होता है तो इसे 100000 के NPV के साथ नुकसान में बदल दिया जाएगा इसलिए मुझे लगता है कि यह 100000 है इसलिए यह एक नकारात्मक संकेत है क्योंकि यह खोए हुए रेवेनुए के कारण नुकसान है अगर बाजार में विस्तार हो रहा है तो बढ़ी हुई बिक्री और अन्य लाभ जैसे कि MIS सिस्टम वगैरह को बढ़ाने से होने वाले लाभ के कारण सिस्टम में 250000 डॉलर का एक NPV होगा यदि बिक्री में वृद्धि नहीं होती है तो लाभ गंभीर रूप से कम हो जाएंगे और प्रोजेक्ट को फिर से डॉलर के NPV से भुगतना पड़ सकता है जो कुछ 50000 है इसलिए कंपनी का अनुमान है कि बाजार की संभावना 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि बाजार में तेजी से बढ़ते बाजार की संभावना 20 प्रतिशत है और इसलिए संभावना है कि बाजार में वृद्धि नहीं होगी बाजार का 80 प्रतिशत विस्तार नहीं होगा है तो अब हमें डिसिशन ट्री का निर्माण करना होगा और उचित कार्रवाई करनी होगी मैंने यहां किस समस्या का वर्णन किया है आसानी से आप इस तरह एक डिसिशन ट्री का निर्माण कर सकते हैं और ये संभावनाएं हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं संभावना है कि कई बाजारों का विस्तार 20 प्रतिशत होगा इसलिए इसकी संभावना 80 प्रतिशत के रूप में विस्तारित नहीं की जाएगी आप किस हद तक कह सकते हैं क्योंकि यह मौजूदा प्रणाली है जिसे बढ़ाया जा सकता है या ऑटोमेटेड सिस्टम से बदला जा सकता है जो कि कंपनी सोच रही है तो अब हमें उस डिसिशन ट्री का एनालिसिस करना है जिसे आप देख सकते हैं एनालिसिस में डिसिशन पॉइंट D से प्रत्येक पाथ लेने के अपेक्षित लाभ का इवैल्यूएशन करना है तो यह डिसिशन पॉइंट D से डिसिशन पॉइंट D है हमें इवैल्यूएशन करना होगा कि प्रत्येक पाथ एक्सेस कर पाए तो यह एक मार्ग है आइए हम प्रत्येक पाथ का इवैल्यूएशन करें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पाथ का अपेक्षित मूल्य आप कैसे पता लगा सकते हैं इसलिए प्रत्येक पाथ के अपेक्षित मूल्य का पता लगाया जा सकता है प्रत्येक संभावित परिणाम के मानों का योग निकालकर इसे प्रोबेबिलिटी माना जा सकता है तो चलिए पहले मामले को देखते हैं कि मौजूदा मामला पूर्व में अपेक्षित के मूल्य को बढ़ाता है तो अब उस प्रणाली का विस्तार करने का अपेक्षित मूल्य जो किसके द्वारा पाया गया तो विस्तारित मामला यह है कि अगर बाजार का विस्तार होता है तो एनपीवी आप देख सकते हैं फिर क्या है माइनस 100000 और संभावना 20 प्रतिशत है और अगर बाजार का विस्तार नहीं होता है तो 80 प्रतिशत संभावना 75000 इसलिए हम अपेक्षित मूल्य का पता लगा सकते हैं तो यह प्राबल्य 75000 होगा 08 माइनस 100000 02 यह मान कितना 20000 आ रहा है तो यह रास्ता क्या 20000 तक ले जाएगा तो 20000 आ रहा है यह बहुत अधिक मूल्य है इसी तरह सिस्टम को बदलने का अपेक्षित मूल्य यह है कि आप इस मामले की जगह कितना देख सकते हैं यदि बाजार का विस्तार होता है तो आप मूल्य 250000 देख सकते हैं तो संभावना 20 प्रतिशत है यदि बाजार का विस्तार नहीं होता है तो वहां हार होगी जो 50000 होगी और संभावना 80 प्रतिशत है इसलिए हम इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं तो यह 250000 02 माइनस 5000008 10000 तक आ जाएगा तो इस पाथ के लिए मूल्य 10000 हो जाएगा तो 10000 में 10000 यह मूल्य होने के लिए अगर दोनों मूल्यों की तुलना करेंगे जाहिर है इस मामले में लाभ अधिकतम होगा इसका मतलब है कि यह प्रणाली की जगह प्रणाली का विस्तार कर रहा है इसलिए कंपनी को सिस्टम को बदलने के बजाय मौजूदा सिस्टम को विस्तारित करने का विकल्प चुनना चाहिए क्योंकि सिस्टम को ठीक करने के बजाय सिस्टम के विस्तार के मामले में लाभ अधिक होगा इसलिए हमने देखा है कि C B एनालिसिस के दो चरणों को हमने पहले देखा है कि रिस्क क्या है विभिन्न प्रकार के रिस्क क्या है और कैसे रिस्क इवैल्यूएशन किया जा सकता है हमने विभिन्न रिस्क इवैल्यूएशन तकनीकों पर चर्चा की है तो यह विभिन्न प्रकार के रिस्क इवैल्यूएशन तकनीकों के बारे में है ये वे संदर्भ हैं जिन्हें हमने लिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद